ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन के मॉड्यूल 2 में आपका स्वागत है इस मॉड्यूल के पहले भाग में हमने औद्योगिक ताकत वाले सॉफ्टवेयर के बारे में बात की है जो सॉफ्टवेयर बड़ा जटिल संसाधनों की जिसमें कमी होती है उसे विकसित करने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है और हम इसके विकास रचना और विश्लेषण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमने यह देखा कि सॉफ्टवेयर बहुत ही जटिल है और उसकी जटिलता चार अलग अलग तत्वों से आती है जिनमें से 2 तत्व कि हम चर्चा कर चुके हैं डोमेन को समझने में आने वाली समस्याही प्रॉब्लम डोमेन और अन्य तत्व जो हमने देखा है वह विकास टीमों के प्रबंधन की कठिनाई है और हमने आज सभी अलग अलग प्रौद्योगिकी का उपयोग के बावजूद जटिल सॉफ्टवेयर्स ही देखा है हाई लेवल लैंग्वेज का पुन प्रयोज्यता प्रतिरूपता अपघटन उस सबके बावजूद भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर व्यक्तियों की समझ से परे है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम विकास और टीम प्रबंधन में एक प्रमुख गतिविधि बन गई है दुनिया के कई कोनों में कई टीमों को अक्सर आपस में बातचीत करने में विभिन्न तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ता है ऐसे में डिजाइन प्रक्रिया की एकता और एकरूपता बनाए रखना ही एक वास्तविक प्रबंधन चुनौती है अब आइए सॉफ्टवेयर जटिलता के तीसरे तत्व पर ध्यान दें जो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से लचीलापन है सॉफ्टवेयर लचीला है तो मुख्य रूप से तीन बिंदु संवेदनशील है तीसरा जो आप निश्चित रूप से पहले से जानते हैं लेकिन पहला बिंदु यह है कि आप बस सिविल निर्माण के साथ सॉफ्टवेयर विकास की तुलना करें यदि इसके साथ एक भवन का निर्माण किया जाना है तो कच्चे माल की जरूरत होगी अब कोई भी सिविल कंस्ट्रक्शन वेंडर पेड़ लगाकर शुरुआत नहीं करेगा ताकि लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सके या सेटिंग करके एक स्टील रोल मिल जाए ताकि स्टील का उपयोग कंक्रीट की कास्टिंग में किया जा सके आप क्या करेंगे आप कई विक्रेताओं से अपने कच्चे माल का स्रोत लेंगे और फिर बस अपनी विशेषज्ञता की मदद सेइसका निर्माण करेंगे सॉफ्टवेयर में यह एक बड़ी समस्या है समस्या यह है कि सॉफ्टवेयर के अंग खुद सॉफ्टवेयर ही है आदि हर बिंदु पर आपको एक चुनौती का सामना करना पड़ता है कि निर्माण करना है या खरीदना है निर्माण करना है या उधार लेना है निर्माण करना है या चोरी करनी है यह पता चलता है कि अंत में हमारी थी ना केवल सॉफ्टवेयर बनाती है अपितु और भी बहुत सारे अंग बनाती है दूसरे बिंदु जो आपको समझना चाहिए कि इंजीनियरिंग का कोई भी क्षेत्र जैसे सिविल निर्माण जब कच्ची सामग्री ही स्त्रोत तो उस में कई समान निर्माण कोड और मानक होते हैं जो कानून की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं तो जब हमें कंक्रीट को ढालना होता है तो हमारे पास काम में लिए जाने वाली देश की कास्टिंग स्प्रेंस का दस्तावेज होना चाहिए और यदि हम उसकी पालना नहीं करते हैं तो हम निर्माण नहीं कर सकते और इसीलिए जब हम कच्चा माल लेते हैं तो हमें अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए दुर्भाग्यवश सॉफ्टवेयर में ऐसे मानक बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं जिनसे कि हम किसी भी अंग की पुनः उपयोगिता को जांच सकें या जिससे हम अंग की विश्वसनीयता को जांच सके आदि सॉफ्टवेयर के विकास के लिए उसके अंगों के विकास में आने वाली बाधाओं में से एक है लचीलापन के आयाम तीसरा बिंदु जो हम सभी जानते हैं कि यदि आप मानते हैं कि आपके पास 100 मंजिला निर्माण है आप वास्तव में बिल्डर के पास वापस जाने का सपना देखेंगे और कहेंगे कि मुझे एक नए उप बेसमेंट की जरूरत है इस पर सवाल उठेगा जिससे ज्यादातर लोग पसंद करेंगे लागत के कारण और जोखिम के कारण परंतु सॉफ्टवेयर में यह तथ्य नियमित रूप से पूछा जाएगा कि क्या बदलाव लाया जा सकता है परिणाम स्वरूप उत्पाद कभी भी स्थिर नहीं रह सकता और माल का वितरण जारी नहीं रखा जा सकता इसीलिए यह लचीलापन थी सॉफ्टवेयर विकास की पूरी प्रक्रिया में जटिलता उत्पन्न करता है अंत में डिस्क्रीट सिस्टम की ओर रुख करते हैं यानी निरंतर अंक नहीं होंगे अगर मैं हवा में एक इंस्पेक्टर हूं और वह प्रक्षेप पथ की ओर बढ़ती है तो मै यह उम्मीद नहीं करूंगा कि वह ऊंचाई की तरफ ऊंची जाए और अचानक सीधा जाना शुरू करें मैं उम्मीद करूंगा कि गेंद परवलयिक पथ लेगी लेकिन अगर आप अपने डिजिटल कंप्यूटर द्वारा निर्मित और निष्पादित किया जा रहा सॉफ्टवेयर एक असतत घटना प्रणाली के रूप में तैयार किया गया है मैं इस बात की गहराई में नहीं जाऊंगा कि अलग अलग तरह के डिस्क्रीट सिस्टम में अनंत संख्या में अवस्थाएं होती हैं लेकिन दो मुश्किलें हैं एक एनालॉग कंप्यूटिंग में सख्त गणितीय मॉडल है यदि मैं गेंद के प्रक्षेपवक्र की गणना करने की कोशिश करता हूं तो एनालॉग के माध्यम से मैं न्यूटन के कानूनों से प्राप्त सरल समीकरणों का उपयोग करूंगा और वे सब कुछ विभाजित कर देंगे लेकिन अगर मुझे इसे डिजिटल माध्यम से करना है तो मुझे गणित की आवश्यकता है मुझे ऐसे उपकरण चाहिए जो हैं कुछ सामान्य भौतिक विश्व कानूनों से बहुत अलग हैं और और हम सभी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझते हैं दूसरी बात यह है कि डिस्क्रीट सिस्टम पूर्वनिर्धारित अवस्थाएं भी होती है लेकिन यदि आप बड़े आवेदन पर विचार करते हैं तो आवेदन में 100 या 1000 से अधिक वेरिएबल है आदि इसलिए भले ही सैद्धांतिक शब्दों में एक सॉफ्टवेयर में अनंत संख्या में अवस्थाएं होती हैं फिर भी इनमें से कई अवस्थाएं असाध्य हैं हम अभी यह नहीं समझ पाए हैं कि ये अवस्थाएं क्या हैं कैसे प्रवेश करेंउन अवस्थाओं में क्या करना है जब एक बार आपका सिस्टम उस अवस्था में आ जाता है उससे कैसे बाहर निकलना है यहां तक कि कई बार यह पहचानना भी मुश्किल है कि मैं एक ऐसी अवस्था में पहुँच गया हूँ जहाँ मैं नहीं होना चाहता उन सभी अवस्थाओं को एक साथ लें और कहें कि ठीक है यही वह जगह है जहां सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर बंद हो गया है यह वह जगह है जहां हमारे पास एक अपवाद है आदि कई बाहरी कारक हैं जो तय करते हैं कि आपका सिस्टम कैसे चलता है कैसे एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलती है और परिणाम स्वरूप डिस्क्रीट सिस्टम का व्यवहार सॉफ्टवेयर की जटिलता में एक नया आयाम जोड़ता है तो ये सॉफ्टवेयर जटिलता के चार अलग अलग तत्व हैं इस मॉड्यूल में हमने सीमित उपयोग व्यक्तिगत प्रकार के सॉफ़्टवेयर और औद्योगिक शक्ति वाले सॉफ्टवेयर के बीच अंतर को समझने की कोशिश करी है और फिर हमने 4 मूलभूत तत्वों का दौरा किया है जो जटिल सॉफ्टवेयर बनाते हैं जटिलता प्रॉब्लम डोमेन वह जटिलता जो बड़ी टीमों के प्रबंधन की कठिनाई के कारण उत्पन्न होती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है जिसका प्रबंधन किया जाना है वे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मशीनें है सॉफ्टवेयर का लचीलापन भी सॉफ्टवेयर की ताकत है पर हमने देखा कि क्यों वह सॉफ्टवेयर विकास की जटिलता का कारण बनती है और आखिरकार सॉफ्टवेयर डिस्क्रीट सिस्टम की संरचना क्या है और उन जटिलताओं प्रबंधन कैसे करें